नमस्कार कोशिका संवर्धन तकनीक पर वापस आते हैं तो पहली कक्षा में यह इस सप्ताह की अपनी दूसरी कक्षा है पहली कक्षा मैंने आपको बताया जब हम ऊतक के एक भाग को लेते हैं और अगर उन्हें वियोजित करते हैं और कोशिकाओं को बाहर ही विकसित करते हैं अथवा मान ले कि ऊतक को दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है इन विवो परिस्थितियों के कितना करीब जा सके हम या जो भी कोशिकाएं शरीर के अंदर अनुभव करती हैं बिल्कुल वैसा महसूस कर पाएं तो हम सप्ताह एक के दूसरी कक्षा में है तो जो हम पूछ रहे हैं आसान है इसलिए उदाहरण के तौर पर कहे यह कहा जाता है यह पूर्णता एक इन वीवो प्रणाली है और उदाहरण के लिए कहे मैंने हृदय के ऊतक के एक हिस्से को बाहर निकाला यह हृदय है और हृदय पेशीकोशिका का हिस्सा लिया कार्डियो का मतलब हृदय मायोसाइट्स मतलब मायो माने पेशीय हृदय पेशी एवं साइट्स माने कोशिका आप में से जिनकी जीव विज्ञान की विस्तृत पृष्ठभूमि नहीं है यह उस शब्द का संबंध विच्छेद है कार्डियोमायोसाइट कार्डियो मतलब हृदय से संबंधित तो यह इसका हिस्सा है और आप जानते हैं इन Refer Time 0233 तरह की दिखती हैं और वहां पर संयोजक हैं जिन्हें गैप जंक्शंस कहते हैं और मुझे इस जगह इस तरह से ब्यौरा मिल रहा है अब मैं यह ऊतक हृदय ऊतक लेकर इन्हें हृदय कोशिकाओं में वियोजित करता हूं और इन्हें डिश मे विकसित होने देता हूं मैंने उन्हें अलग अलग कर लिया है जैसे मैंने आपसे कहा और इन्हें विकसित होने दिया जब मैं इन्हें प्रणाली के बाहर विकसित होने देता हूं मैं इनसे क्या अपेक्षा करता हूं मेरी इनसे पहली उम्मीद होती है कि यह ऊतक स्तर स्थिति की पुनः संरचना बना ले जब मैं ऊतक स्तर से संरचना स्तर की बात करता हूं तो तात्पर्य है उन्हें इन विशेष संरचनाओं जिन्हें गैप जंक्शन कहते हैं को बना लेना चाहिए गैप जंक्शन छोटी नलिका जैसी संरचनाएं होती हैं जो लोग जीव विज्ञान से हैं उन्हें ज्ञात है गैर जीवविज्ञान पृष्ठभूमि वालों के बजाय इसलिए उदाहरण के लिए सरलता से कहें जरा कल्पना करें जैसे वहां पर दो कक्ष हैं वहां एक कक्ष है यहां पास में ही एक दूसरा कक्ष उदाहरण के लिए कहे मुझे मुझे इसे सरल बनाने के लिए चित्रित करने दें यह एक कक्ष है और यह दूसरा कक्ष है अब यदि मैं कुछ कनेक्टर स्थापित करता हूं इस तरह से तो यह दोनों कक्ष एक दूसरे से संचार कर सकते हैं ठीक इस तरह से इन कनेक्टर्स को तकनीकी शब्दों में गैप जंक्शन कहते हैं और यह कुछ और नहीं बल्कि यह प्रोटीन है यह कोशिकाकला प्रोटीन हैं जो इस प्रकार के जंक्शन बना रहे हैं तो हृदय कोशिकाओं में यह पारंपरिक विशेषता है उनके पास गैप जंक्शनो की श्रंखला है और उसका कारण है उसके लिए हम बाद में वापस आएंगे वो गैप जंक्शन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक ऐसी संरचना है जहां विद्युतीय प्रेरणा कई दिशाओं में फैलती है इस तरह से और इसकी अपनी एक क्रियाविधि है और निश्चित रूप से वहां एक और चीज है यह गैप जंक्शन कुछ समय इसे संचारित या इसे अ संचारित कर सकते हैं वह केवल एक दिशा में खुलते हैं अथवा नहीं यह दोनों तरह की दिशाओं में हो सकता है इसलिए जो पहली चीज जिसकी मैं आशा करता हूं यह हृदय कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़े करीब आए और उन गैप जंक्शनो का निर्माण करें इसलिए आगे जो अनिवार्य रूप से होने की मैं आशा कर रहा हूं यहां है मेरे पास इस तरह से निकट आती यह कोशिकाएं हैं इस तरह से इस तरह से और उनके गैप जंक्शनो को निर्मित उनको पुनर्गठित कर रही हैं क्या वह कर रही हैं अब अगली चीज जब हम हृदय के बारे में बात करते हैं आप अपने हृदय को छुएं यह धड़क रहा है इस धड़कन का मतलब है यह कोशिकाएं जिसको आप अपने शरीर में कह रहे हैं यह कोशिकाएं अनिवार्य रूप से दो कार्य कर रही हैं वे वैद्युत कार्यकी का गठन कर रही हैं और एक यांत्रिक कार्यकी का जब मैं यांत्रिक कार्य की बात करता हूं तो इसका मतलब है जैसा कि मैं बता रहा हूं धड़कना यह वैद्युत कार्य और यांत्रिक कार्य एक दूसरे से संयोजित है यदि नहीं यह आत्मनिर्भर चीजें हैं जो आप जानते हैं कि मैं यह कर रहा हूं मैं यह नहीं करूंगा वे सभी एक दूसरे से परस्पर जुड़ी हुई हैं अगर वहां एक वैद्युत आवेग है तो यह यांत्रिक स्पंदन अथवा धड़कन का कारण बनेगा जो भी आप कहते हो तो इन कोशिकाओं के लिए यदि इन्हें बाहर विकसित होना पड़े और वे एक ऐसी स्थिति में हो जो कि एक डिश में इन वैद्युत यांत्रिकी घटनाओं का अनुकरण कर पाए इसलिए यह कोशिकाएं अब मुझे लगता है इन्हें वैद्युत यांत्रिकी गतिविधियां करने में सक्षम होना चाहिए आपके शरीर में भी ऐसा ही है इसे समान रूप से होना चाहिए यद्यपि यह सामान नहीं है तब हम समझते हैं वहां एक विचलन है और हमें उन विचलनओं को परिमाणित करना होगा ऐसा नहीं है कि यह एक नकारात्मक चीज है यह एक बहुत ही सकारात्मक चीज है तब हम जानते हैं की हमें कुछ सुधार Refer Time 0743 करने हैं और मैं आपसे कहूंगा यह क्यों महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वास्तव में उन लोगों लिए महत्वपूर्ण हैं जो कृत्रिम अंगों का सपना देखते हैं मेरा मतलब है अत्याधुनिक दुनिया में जहां वे कहते हैं हम हृदय को बदल सकते हैं हां निश्चित तौर पर अगर हम मूलभूत चीजें नहीं जानते हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे या लोग कहें की हम एक वृक्क को बदल सकते हैं हम कुछ तो बदल सकते हैं मेरा मतलब है कि एक पूरी कुंजी है इस पूरे कोशिका संवर्धन जगत पर जिसे आप सामान्य चिकित्सा समझते हैं लेकिन सच यह है सभी मूल में है मूल बातें स्पष्ट नहीं है यह काल्पनिक महत्वाकांक्षाएं है मैं मूल Refer Time 0817 बातें जाने बिना एक मूर्खों के लोक में जी रहा हूं इसलिए हमें वास्तव में समझना ही पड़ेगा कि हम क्या सब हासिल कर सकते हैं और मैं आपको कहूंगा कि क्यों कभी लोग बस जमीनी हकीकत समझे बिना Refer Time 0828 बढ़ते हैं कुछ जमीनी हकीकत तो हैं ही तो यह एक वैद्युत यांत्रिक गतिविधि उत्पन्न करेगा अब इस वैद्युत यांत्रिक गतिविधि आप पहले स्पष्ट करें कि आप इसे सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक डिश पर देख पाएंगे कि यह कोशिकाएं विस्पंदन कर रही हैं या वह विस्पंदन नहीं कर रही हैं इसका मतलब हां आपने कुछ विकसित किया लेकिन वह क्रियाशील नहीं हैं अब यदि वे विस्पंदन कर रही हैं इसका मतलब वे कुछ बल पैदा कर रही हैं ठीक यह एक यांत्रिक घटना है एक बल उत्पादन है अब जब भी हम बल की बात करते हैं हम हम न्यूटन के सिद्धांत की बात कर रहे हैं ठीक बात तो क्या है यह नैनो न्यूटन हो सकता है यह पीको न्यूटन हो सकता है यह कुछ भी हो सकता है इसलिए वहां कुछ मात्रक होना चाहिए की किस गति से किस मात्रक से यह यांत्रिक गतिविधि है क्योंकि वह दोबारा आपको बताएगी की वास्तविक जीवन में जो मेरा हृदय धड़क रहा है आप उसके कितने करीब हैं तो मेरे ऊतक का हिस्सा जो की बाहर विकसित हो रहा है बिल्कुल समान रूप से व्यवहार करे अब यदि हम इसे सहसम्बद्ध करना चाहते हैं तो हमें समझना पड़ेगा यह विस्पंदन दो प्रमुख पेशी प्रोटीनो द्वारा नियंत्रित होती हैं जो है अब मैं उन्हें उनमें एक्टिन और मायोसिन डाल देता हूं जो कि मैं दो अलग रंगों नारंगी और हरे से संकेतिक करता हूं वह एक्टिन और मायोसिन तंतु हैं और दरअसल में बल उत्पादन की क्षमता पर निर्भर करता है मायोसिन तंतुओं के उप प्रकार परिवर्तन से दूसरे शब्दों में मेरे कहने का जो मतलब है कि मायोसिन मेरे शरीर की पेशियों में मौजूद हैं जो कि कंकाल की मांसपेशियां हैं बिल्कुल अलग बलगतिकी हैं उस दशा में हृदय कोशिकाओं की बलगतिकी या हृदय मायोसिन जो भी मौजूद है ना केवल इस मांसपेशी के भीतर कुछ रचनाएं या मांसपेशी तंतु हैं वे पूरी तरह से अलग व्यवहार करते हैं उनके मायोसिन गुणस्वभाव पूरी तरह से अलग हैं ठीक इसी तरह आपके आमाशय में मायोसिन हैं सभी अरेखित पेशियों में जिन्होंने पूरी परत बनाई या जो पूरी आहार नाल बना रही हैं जहां से आप भोजन खा रहे हैं और जिसके द्वारा Refer Time 1113 आपका भोजन पाचन तंत्र में आगे बढ़ रहा है वह मायोसिन अलग हैं लेकिन यह वह मायोसिन हैं जो सूक्ष्म रुप से कार्य कर रही हैं लेकिन यह हैं इस मायोसिन के उप प्रकार जो आदेशित करते हैं जो भी प्रकार कहें द्रुतगामी प्रकार के या मंद गति वाले जो भी कहें तो मैं काल्पनिक लिहाज के लिए केवल ए बी सी लिखता हूं मैं इसे ऐसे ही प्रस्तुत कर रहा हूं खैर यह कोशिकाएं जो कि अब डिश में विकसित हो रही हैं उन्हें मायोसिन को प्रकट करना चाहिए जो कि वास्तव में वहां विद्यमान हैं तभी केवल वहां एक संभावना है कि वह समान बल उत्पन्न कर रही होंगी जैसा प्रणाली के अंदर उत्पन्न हुआ था तो आप अनुभव करते हैं कि जब आप कुछ बाहर गठित करना चाहते हैं कुछ यही है कल्पना करें कि पृथ्वी पर आप विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं और यदि आप विकसित कर रहे हैं यह इसके लिए पूरी तरह से अलग वातावरण है यह किसी भी जगह पूरी तरह अलग है इसका कोई संकेत नहीं है क्यों इसके पास कोई सूत्र नहीं है 1 मिनट के लिए इसके बारे में सोचें अब यह हृदय जो यहां है यह घिरा हुआ है ना केवल हृदय द्वारा जिसके पास मात्र हृदय पेशियां हैं हृदय इंडोथीलियल कोशिकाओं से बना है उसके बाद कोशिकाएं हैं जो कपाट बना रही हैं वहां रक्त वाहिकाएं हैं वहां अनुकंपी एवं सहानुकंपी तंत्रिकाए अथवा अपेक्षाकृत स्वचालित तंत्रिकाए हैं वहां स्टेम कोशिकाएं हैं हृदई स्टेम कोशिकाएं वहां मौजूद हैं तो यह हृदय पेशीकोशिकाएं जो कि आपने अलग अलग की हैं आ रही हैं Refer Time 1324 एक नहीं मेरा मतलब है यह एक से कहीं ज्यादा आसपास की कोशिका आती हैं इसलिए इसका मतलब आप इसकी कल्पना इस तरह कर सकते हैं जैसे एक कार्टून द्वारा आप उस जैसे कल्पना कर सकते हैं मान ले वहां घर हैं मैं केवल यह कोशिश कर रहा हूं कुछ घर Refer Time 1342 और वह होगा वह आपको इसे समझने में मदद करेंगे आप विविध रंग के घर देख रहे हैं जो कि मैं लगातार रेखा चित्र बना रहा हूं अब यह एक तरह की कॉलोनी है जहां हर एक घर अलग रंग का है और फिर भी कुछ घर सामान रंग के हैं इसलिए आप लाल देखें आप हल्का हरा देखें आप गहरा हरा देखें आप हल्का नीला देखें इसी तरह से और अब जो मैं चाहता हूं यह की मैं उन घरों के केवल अलग होने की स्थिति मे का अध्ययन करूं और तो और इस प्रणाली के अंदर नहीं प्रणाली के बाहर अब स्थितियां वैसी हैं कोई भी अध्ययन कर सकता है उसमें वास्तव में कोई समस्या नहीं है उसे बस दिमाग में रखना है की वहां इनके मध्य इनके मध्य इनके मध्य इनके हमेशा पारस्परिक क्रिया है वहां इन सबके मध्य एक अंतःक्रिया है अंतःक्रिया इन के मध्य इन के मध्य तो जब आप इन लाल घरों का एकांत में अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं आप संकेत अनुपस्थित पाएंगे वहां संकेतक होंगे जो आप गैरहाजिर पाओगे और यह आपको मानना होगा यह त्रुटि है अपेक्षाकृत त्रुटि नहीं है यह एक तीव्र प्रणाली है जो आप विकसित कर रहे हो इसलिए आप बिल्कुल सटीक निपुणता से वह नहीं प्राप्त कर पाएंगे यह संभव नहीं है मेरा मतलब यह मानी हुई है क्योंकि मुझे नहीं पता कि इतनी सारी अंताक्रियाएं जो कि हो रही हैं लेकिन यह मुझे एक मौका देती हैं जब मैं इन्हें एकांत में विकसित करता हूं अतः उदाहरण के लिए कहे बस एक जरा सा इसके परे कल्पना करने की कोशिश करें उदाहरण के लिए कहे मैंने परिकल्पना दी मैं कहता हूं यह गुलाबी रंग के घर आप देखें यह गुलाबी रंग के घर यह सब गुलाबी रंग के घर इन लाल रंग के घरों से एक यौगिक द्वारा संवाद स्थापित कर रहे हैं इसे किसी माध्यम से कहे जैसे एक्स तो यह मेरी परिकल्पना है मैंने कहा कि ठीक है और मैं कहता हूं कि जब इस एक्स को इन लाल रंग के घरों में भेजता हूं लाल बन जाते हैं लाल विकसित होते हैं कुछ कहते हैं आप जानते हैं एक और पटल विकसित होता है बिल्कुल ऐसे तो यह ठीक है यदि या मेरी परिकल्पना है मैं कैसे इस परिकल्पना को सिद्ध कर सकता हूं कि क्या यह वास्तव में सत्य है या नहीं तो मैं क्या करूं मुझे पहले सारे चित्र हटाने पड़ेंगे यह एक्स यौगिक क्या हैं और मैंने इन्हें बिल्कुल एकांत में कुंजित किया और तब मैंने इसमें एक्स का समावेश किया और मैंने देखना चाहा की क्या वास्तव में एक्स अतिरिक्त पटेलों को बनाता है या नहीं यदि हां तो इसका मतलब जो मैं इस साम्यता में देखता हूं या जो भी मेरा अनुमान है सच है यदि यह वह नहीं है मेरा मतलब यह मेरे समझने से भी कहीं अधिक जटिल है तो आप देखते हैं कि हमने समस्या को स्थापित किया और इस तरह से हमें कोशिका संवर्धन को ऊतक संवर्धन को एक्सप्लांट संवर्धन को समझना होगा जो भी इसे आप कहते हैं यह तीव्र प्रणाली हैं यह नहीं है मेरा मतलब सबको बहुत सजग और सचेत रहना चाहिए कि हम इसमें से किस प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं क्योंकि एक बार वहां एकांत में उदाहरण के लिए कहे यह कोशिकाएं केवल एक रिवर्स स्थिति को प्रस्तुत करती हैं अनुमति नहीं होगी यदि यह एक्स ना हो जो भी आप इस चीज के बारे में कहते हैं यह यौगिक इस गुलाबी घर से निकल रहा है सुनिश्चित करें की यदि यह इन संरचनाओं को नहीं बना रहा है इसे इस दूसरे पटल को बनाने की अनुमति नहीं है अब मैं कहूं की यदि यह सच है तब यदि मैं इसे एकांत में विकसित करूं तो इसे इस पटल को बनाने में सक्षम होना चाहिए इस दूसरे पटल को अगर यह सही है तब इसका मतलब है कि एक्स यौगिक महत्वपूर्ण है और आप अतिरिक्त रिवर्स प्रयोग कर सकते हैं आप एक्स को यहां डालें आप इस विकास को देखने में सक्षम नहीं होंगे अतः इस बात को समझने के लिए की कौन सा पूर्णतया शक्तिशाली साधन है आपको सही प्रश्न पूछना चाहिए और यदि आप इस पूरी प्रक्रिया को इस प्रकार से करेंगे जैसे ही Refer Time 1902 तकनीकों को क्रियान्वित करते हैं मैं मैं बिल्कुल इसका अनुसरण करता हूं अपने दिमाग का एक तरह से बिना उपयोग किए अभी बिल्कुल वैसे ही समाप्त करेंगे तब आपको कुछ परिणाम मिलेंगे मैं इससे इनकार नहीं करता हूं किंतु कुछ जो बहुत स्पष्ट हो सकता है और कई अन्य लोग इसे करने में असमर्थ हो सकते हैं तो सुनिश्चित करना होगा की एक साधन का प्रयोग करने से पहले हर किसी को समझना होगा कि वह इन वीवो स्थिति के कितना करीब हैं अथवा आपको परवाह नहीं है ऐसे लोग हैं जो कोशिकाओं का प्रयोग करते हैं लोगों का एक अन्य दल है जिनके बारे में हम बात करते हैं जो कोशिकाओं को सामान्य बायोरिएक्टर की तरह प्रयोग करते हैं क्यों क्या करते हैं आप सभी ने प्रतिरक्षी के बारे में सुना है ठीक हमें प्रतिरक्षीयों के निर्माण से प्रतिरक्षी मिलते हैं अतः मैं उदाहरण के लिए कहूं यह कोशिका प्रकार और मैं इन लाल कोशिका प्रकारों के एनालॉग का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जो वहां है वह प्रतिरक्षी का निर्माण करती हैं कहे तो आप जानते हैं मैं क्या करता हूं मैं इन चीजों को लेता हूं मैं समझता हूं परिस्थितियां जिनके अंतर्गत और मैं कुछ जेड कार्यकी के लिए पारिभाषिक शब्दों को पेश करता हूं मैं कोशिका का उपयोग उस स्थिति में नमूने के तौर से कर सकता हूं मैं कोशिका का प्रयोग रिएक्टर द्वारा एक नमूने के तौर पर कर रहा हूं और जैव प्रौद्योगिकी में ऐसे कई अध्ययन हैं जहां लोग उन्हें बायोरिएक्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं हम तथ्यात्मक रूप मात्र इकाई के रूप में उत्पादन कर रहे हैं बहुत सारे तेल उत्पादन जो शैवाल से हो रहे हैं हम शैवालों का बायोरिएक्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह शैवाल का उत्पाद है और हम तेल को प्रथक कर रहे हैं बस यही है इसलिए हमें इसकी ज्यादा चिंता नहीं है हमारा उद्देश्य एकदम स्पष्ट है हम इसे एक साधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं सामान्य साधन कुछ एक्स वाई जेड यौगिकों का उत्पादन व्यवसाय चिकित्सा के लिए करता है इसलिए जब तक की आप यह नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं जब तक कि आप अपने प्रश्न के बारे में निश्चित नहीं हैं और यहां अन्य चीजें जब मैं उनके बारे में बात करूं जब मैं यह बता रहा हूं यह मैंने आपके सामने यह जटिल रेखाचित्र बनाया है मैं कह रहा हूं यह है यह वास्तविक स्थिति है तो आपका संवर्धन कितनी दूर है तो एक चीज जो मुझे समझनी चाहिए आधारभूत प्रश्न जो आप पूछोगे कि इन विट्रो कोशिका संवर्धन प्रणाली इन विवो स्थिति के संबंध में कितनी दूर या कितने करीब है यह एक आधारभूत प्रश्न है जो किसी भी को पूछना चाहिए बशर्ते की यदि आप किसी जैव चिकित्सीय समस्या पर कार्य कर रहे हैं ठीक यह एक परिस्थिति है अगली दूसरी है प्राणी कोशिकाओं का सेंसर के रूप में उपयोग सेंसर से मेरा क्या तात्पर्य है उदाहरण के लिए कहे आप हमारी अधिकतर कोशिकाओं का उपयोग कर सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के विषैले तत्वों के प्रति संवेदनशील हैं तो मेरे पास यह संवर्धन डिश है इसमें टॉक्सिंस डालें मैं जानता हूं यह कैसे प्रतिक्रियाएं करेगा इसलिए मैं उस आधार पर अथवा इसका स्क्रीनिंग के लिए एक साधारण सेंसर डिवाइस के रूप में उपयोग कर रहा हूं एक परिस्थिति में जहां वास्तव में मैं निश्चित नहीं हूं की यह टॉक्सिन क्या करने जा रहा है मैं इसे एक सामान्य सेंसर के रूप में प्रयोग करता हूं इसलिए मैं कोशिका का प्रयोग करता हूं यह आपकी कोशिका है मैं इसका एक सेंसर प्रणाली की तरह उपयोग करता हूं तो मेरे पास यह यौगिक है कहे तो एक्स वाई जेड जो भी है और इसे मापने के लिए मेरे पास एक आउटपुट है आउटपुट क्या है यह वैद्युत आउटपुट हो सकता है यह रासायनिक आउटपुट हो सकता है अथवा यह इसके भीतर कोई अन्य भौतिक मापदंड हो सकता है ठीक इसी तरह मैं प्राणी कोशिका का उपयोग कम या बड़े पैमाने पर प्रोटींस अथवा अन्य को अणुओ द्वारा बनाने के लिए कर सकता हूं अतः अन्य शब्दों में मैं कोशिकाओं का उपयोग कर रहा हूं उन्हें सही स्थिति का वातावरण दे रहा हूं बेशक आपको कोशिका संवर्धन के माध्यम से अध्ययन करना होगा अपनी मर्जी के अणुओ को बनाने के लिए इसलिए आपने देखा तकनीक एक है लेकिन आपको सही समूह के प्रश्नों को पूछना होगा या मैं दूसरे पहलू का अध्ययन कर रहा हूं जो कि इससे पहले हैं मैं इन्हें ए और बी पक्ष लिखता हूं मैं इसका रीजेनरेटिव मेडिसिन के तौर पर उपयोग करता हूं जहां जो कि अभी एक बहुत प्रचलित विषय है और स्टेम कोशिका विभेदन एवं उपचार और जो कि अंततः अंग प्रत्यारोपण मे परिणत हो सकता है अतः एक तकनीक जिसे अधिकतर लोगों ने महत्व दिया है मेरे लिए तकनीक एक अनुसरणीय Refer Time 2556 विषय है जब तक आपकी उचित फिलॉसफी ना हो आप कभी भी इसका सामर्थ नहीं जान पाएंगे इसकी जबरदस्त ताकत मेरे शब्दों पर विश्वास कीजिए इसके पास अपार शक्ति है किंतु आपको जानना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं इसलिए एक पाठ्यक्रम को शुरू करने का पूरा समाधान उद्देश्य जिसे अन्यथा सामान्य तौर पर माना गया कि आप तभी जान पाएंगे जब आप प्रयोगशाला में जाएंगे आप आप इसे देखकर सीखेंगे आप जानते हैं कि इस तरह से हम संबंधित कोशिका को प्राप्त करते हैं बस इतना ही आपको पता है कि यह मात्र एक तकनीक है चलिए अब हम उस मानसिकता से बाहर आ जाएं आगे अलग कथन से इसे ग्रहण करें यह कल्पना करने की कोशिश करें कि यह एक संरचना बना सकता है हम अगली पीढ़ी के सेंसरों का सृजन कर सकते हैं हम सबसे कम कीमत के सेंसरों का निर्माण कर सकते हैं जो हम ले सकते हैं हम कृत्रिम संश्लेषण प्रणाली में अपनी जरूरत के प्रतिरक्षी समूहो का उत्पादन कर सकते हैं चलिए इसके पहले सोचते हैं क्योंकि हम कोशिका को एक साधन के रूप में लेते हैं हम इन्हें संचालित करते हैं हम उन्हें बताते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं हम उन्हें बताते हैं कि हम डीएनए के किन हिस्सों को को रखना चाहते हैं तुम्हें पता है ट्रांसक्राइब्ड चलिए इसे उस स्तर पर ले चल सकते हैं जहां हम वास्तव में देखेंगे कि हम कोशिका अभियांत्रिकी कर रहे हैं जब यहां मंच मौजूद है जहां हम कोशिका अभियांत्रिकी को कर सकते हैं ठीक इन सीमाओं के भीतर तो इस आशा के साथ हम अगली कक्षा में और आगे बढ़ेंगे हम इन परिस्थितियों के बारे में और चर्चा करेंगे हम इनमें से एक परिदृश्य को संभालेंगे की वह क्या शक्तियां हैं आपको क्या ध्यान रखना है हम Refer Time 2729 इन विवो प्रणाली में कृत्रिम प्रणाली की बात कर रहे हैं जब आप परिवर्तित कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए इसके पीछे जीवविज्ञान है यह सारी चीजें वो सभी जैविक मापदंड मैं पूरे पाठ्यक्रम में कोशिश करूंगा मैं इसे बहुत सरल बनाने की कोशिश करूंगा ताकि कोई भी जो इस पाठ्यक्रम को देख रहे हैं चाहे उनका क्षेत्र कोई भी हो यह उनको स्पष्ट हो सके इसलिए मेरी सरल भाषा का उपयोग करें बजाय कि निरर्थक तकनीकी शब्दावलियों का उपयोग जो कि मैं इस पाठ्यक्रम के लिए नहीं करने जा रहा हूं और यदि मैं करूं तो मैं इसे यहां लिखने जा रहा हूं धन्यवाद धैर्य पूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद